पिछले लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में चर्चा कर रहे थे मॉड्यूलर डिजाइन को करने का एक संभावित तरीका है लेयर्ड अप्रोच जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स के तरीके से विकसित करते हो लेयर्स का निचला लेवल हार्डवेयर के करीब होता है और उसके बाद हम जैसे जैसे ऊपरी लेबल्स पर आते हैं यह उपभोक्ताओं के करीब पहुंचता जाता है जहां पर यूजर इंटरेक्ट करते हैं संक्षिप्त रूप से आप यह कह सकते हैं कि लेयर्ड अप्रोच से एक ऐसा मॉड्यूलर संयंत्र बनाया जा सकता है जहां सबसे निचली सतह हार्डवेयर है उस लेयर को हम लेयर जीरो कह सकते हैं और उसके ऊपर फिर अलग अलग लेयर होती है इस साधारण हार्डवेयर लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर है जिसमें हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग उपकरणों से सीधा बात कर सकता है इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की साधारण इनपुट आउटपुट सर्विस कहते हैं और यह हमारे सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर और मॉड्यूल से बात करता है अब इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर बनाई जा सकती है जो कि बॉयोस सर्विस का उपयोग कर थोड़े उच्चस्तरीय लेवल पर ऑपरेशन कर सकती है उदाहरण के लिए बायोस सर्विस में हमारे पास एक अकेले कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की सुविधा है और एक उच्च स्तर पर हम इस फंक्शन को स्क्रीन पर करैक्टर की वर्णमाला प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं हमारे पास बॉयोस लेवल पर 151 रूटीन है जोकि कीबोर्ड से करैक्टर पढ़कर एक उच्च स्तर पर रख सकता है इस तरह से यह कीबोर्ड में कुंजियों के सीक्वेंस को पढ़ सकता है इस प्रकार से हम इस ऑपरेशन के हेयरआर्कियल लेवल को परिभाषित कर सकते हैं ताकि जो सबसे निचली लेयर है वह हार्डवेयर के सबसे करीब है और हम इस हेयरआर्की में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यूजर के करीब होते जाते हैं और सबसे ऊपरी लेयर में हमें मॉड्यूल का यूजर इंटरफेस दिखाई देता है जो कि सीधा यूजर से बात करता है जिन्हें हम इस तरह के शब्दों से जानते हैं जैसे कि एडिटर कंपाइलर लिंकर या लोडर editors compilers linkers loaders जो हमें उच्च लेवल पर मिलेंगे हालांकि जो डेटाबेस पैकेज हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे ऊँचे लेवल N पर हमें यूजर इंटरफेस ही मिलेगा एक मानक ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स में जो लेयर M है वह डाटा स्ट्रक्चर की बनी होती है और उसमें रूटीन के सेट होते हैं जिन्हें की उच्च स्तरीय लेयर से इन्वोकआह्वान किया जा सकता है मैं आपको यह बता रहा हूं कि निचले स्तर पर आप कुछ डाटा स्ट्रक्चर और रूटीन बनाएंगे जिन्हें की उच्च स्तरीय लेयर से इन्वोक किया जा सकेगा और यह लेयर M भी अपने से नीचे लेबल से ऑपरेशंस को इन्वोक कर सकती है और यही इसकी पूर्ण हेयरआर्की है कोई भी लेयर अपने से निचले लेवल के लिए के ऑपरेशन से ही बनती है इस तरह से यह कोई भी लेयर को स्किप नहीं कर सकती या बाईपास करके सबसे निचले लेयर तक नहीं जा सकती उदाहरण के लिए अगर आप एक ऐसा रूटीन विकसित कर रहे हैं जो कैरेक्टर की स्ट्रिंग को प्रदर्शित करें तो हम एक निचले स्तर का रूटीन जोकि करैक्टर को प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध है का उपयोग करेंगे इसलिए हम करैक्टर या करैक्टर स्ट्रीम को सीधे बेसिक डिस्प्ले यूनिट में भेजेंगे लेयर को यह जानने की जरूरत नहीं कि यह ऑपरेशन किस तरीके से लागू किए जाते हैं उसे बस यह जानना है कि यह ऑपरेशन क्या करते हैं यही एक इंटरफ़ेस और इंप्लीमेंटेशन के बीच मूल अंतर है एक उच्च स्तर पर जब आप निचले स्तर के रूटीन को देखते हैं तो हम केवल इंटरफेस को ही ध्यान में रखते हैं इंप्लीमेंटेशन निचले लेवल पर किया जाता है अगर आप इंप्लीमेंटेशन को रूपांतरित कर देते हो तो भी उच्च स्तर के रूटीन नहीं बदलते क्योंकि इंटरफ़ेस को नहीं बदला गया है इसी तरह इंप्लीमेंटेशन को बदलकर इंटरफेस को बदला जाए तो उच्च स्तर को यह जानने की जरूरत होती है कि इंटरफ़ेस में बदलाव लाया गया है ताकि उसी हिसाब से उच्च स्तर के रूटीन को डिजाइन किया जा सके इस प्रकार से हमारे पास संरचना करने और डीबगिंग के लिए एक सरलता आ जाती है लेयर्स को इस तरीके से चुना जाता है कि वह अपने से निचले स्तर के लेयर के फंक्शन और सर्विस का इस्तेमाल करें क्योंकि इस तरह के मॉड्यूलर स्ट्रक्चर से डीबगिंग करना आसान हो जाता है यह डीबगिंग और सिस्टम वेरिफिकेशन को आसान बना देता है पहली लेयर जोकि हार्डवेयर लेयर है उसको बिना बाकी सिस्टम के बारे में सोचे डीबग किया जा सकता है हम लोग कुछ हार्डवेयर स्तर के टेस्ट करके यह जान सकते हैं कि हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं इस हार्डवेयर के ऊपर हमारी सॉफ्टवेयर की पहली लेयर है जिसे हम हार्डवेयर के ऑपरेशन के अनुसार रूटीन चेक करके टेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार जब पहली लेयर डीबग हो जाए उसके बाद हम यह मान सकते हैं कि यह ठीक कार्य कर रही है और उसी के अनुरूप हम दूसरी लेयर को भी डीबग कर सकते हैं और यह सिलसिला इस प्रकार आगे बढ़ता है जब कभी भी हम N लेयर को N1 लेयर के लिए डीबग करते हैं तो यह मान लेते हैं कि N तक की सारी लेयर्स डीबग की जा चुकी हैं इसलिए हम केवल N1 लेयर के फंक्शन की ही जांच करते हैं माइक्रोकर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर में इस विशिष्ट तरीके में काफी कुछ चीजें कर्नल से हटाकर यूजर स्पेस में डाल दी जाती हैं इसलिए कर्नल काफी साधारण हो जाता है और ज्यादातर ऑपरेशन यूजरस्पेस में किए जाते हैं हमें इसका लाभ तब मिलता है जब प्रोग्राम एग्जिक्यूट हो रहा होता है इसलिए बहुत सारे ऑपरेशन होने पर इसे कर्नल मोड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कर्नल मोड को इंप्लीमेंट करते हुए ऐसा किया जाता है एक समय पर केवल एक प्रोसेस ही कर्नल मोड में ऑपरेट करें अगर बहुत सारी प्रोसेस हों और वह कर्नल मोड में घुस जाएँ तो यह रुकावट बना देगा अब अगर ज्यादातर फंक्शन को यूजर बेस में डाल दिया जाए तब कर्नल मोड में स्विच करने की जरूरत कम से कम पड़ेगी और रुकावटें भी कम आएंगी उदाहरण के तौर पर मैक माइक्रोकर्नल का एक उदाहरण है मैक ओएस में आंशिक तौर पर एक्सकर्नल का इस्तेमाल किया जाता है यूजर मॉड्यूल के बीच वार्तालाप मैसेज पासिंग के माध्यम से किया जाता है इस साधारण तरीके से मॉड्यूल्स आपस में वार्तालाप करते हैं इसका लाभ हमें यह मिलता है कि माइक्रो कर्नल को एक्सटेंड करना बहुत आसान होता है क्योंकि ऐसा करना काफी सरल है यह संरचनात्मक है सरल है और इससे एक्सटेंड करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए आर्किटेक्चर में ढालना आसान होता है क्योंकि माइक्रोकर्नल ही ऐसा हिस्सा है जो हार्डवेयर से बात कर रहा होता है तो अगर आप कोई नया हार्डवेयर या नए तरह का हार्डवेयर डाल रहे है तो आपको केवल माइक्रो कर्नल को बदलने की आवश्यकता होती है इस तरह से पोर्टेबिलिटी काफी सरल हो जाती है यह ज्यादा भरोसेमंद भी है क्योंकि कर्नल मोड में कोड कम रन कर रहे हैं क्योंकि इस मोड में ज्यादातर वक्त केवल एक ही प्रोसेस चल रही होती है हमें कॉन्करंसी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि जब आपकी कर्नल मोड में केवल एक ही प्रोसेस चल रही होगी तो कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखा जाएगा इस प्रणाली का नुकसान बस इतना है कि कर्नल स्पेस और यूजरस्पेस के बीच काफी सारा कम्युनिकेशन होता है इसलिए परफॉर्मेंस ओवरहेड बढ़ जाते हैं और अगर कुछ स्विच करना हो तो बहुत सारी सूचना का आदान प्रदान करना पड़ता है तो यह माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर का एक आदर्श स्ट्रक्चर है सामान्यतया हार्डवेयर के ऊपर माइक्रो कर्नल रहता है और माइक्रो कर्नल में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स मेमोरी मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी रहती है और वास्तव में यह कर्नल मोड ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन जैसे कि एप्लीकेशन के प्रोग्राम फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से बने होते हैं और यह सब यूजर मोड पर ही चलते हैं सामान्य कर्नल में फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर आदि इत्यादि बहुत सारे फंक्शन डाले जाते हैं इसलिए इन्हें कर्नल मोड में डाला जाता है परंतु यहां पर कर्नल को सरल रखने के लिए विभिन्न तरह का मॉड्यूलर रखा गया है इन सब को यूजर मोड में ही डाला गया है और ज्यादातर ऑपरेशन यूजर मोड में ही किए जाते हैं कुछ बहुत ही आवश्यक अंश हैं जो कि कर्नल मोड में रखे गए हैं हालांकि जब इन दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो यह सूचनाएं जोकि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव हैं माइक्रो कर्नल से ही होकर जाती हैं इस तरह यह एक ओवरहेड है जो हमें झेलना पड़ता है काफी सारे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स को लागू करते हैं लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स का मतलब है कि जब भी इनकी जरूरत पड़े इन्हें लोड किया जा सकता है इसलिए बूट करते समय मेन मेमोरी में पूरा का पूरा कर्नल लोड नहीं किया जाता यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं जिसका यह अभिप्राय है कि हमें इंटरफ़ेस और इंप्लीमेंटेशन दोनों हिस्से अलग अलग रखने हैं कर्नल डिजाइन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की इन्हेरिटेंस जैसे गुणों का प्रयोग होता है प्रत्येक कोर कंपोनेंट अलग होता है और हर कोई एक दूसरे से ज्ञात इंटरफ़ेसेज के द्वारा ही बात करता है कर्नल के अंदर यह तभी लोड किया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है अर्थात जब भी हमें जरूरत होती है यह लोड हो जाता है यह लेयर्स की तरह ही है परंतु इसमें लचीलापन ज्यादा है लाइनक्स और सोलारिस जैसे प्रोग्राम कर्नल मॉड्यूल की लोड की जा सकने वाली पॉलिसी पर बने हुए हैं कई तरह के हाइब्रिड सिस्टम भी उपलब्ध हैं बहुत कम ऑपरेटिंग सिस्टम एक अकेले नियमित तरीके से परिभाषित स्ट्रक्चर को अपनाते हैं क्योंकि सभी सिस्टम मनुष्य द्वारा डिजाइन किये होते हैं और केवल एक डिजाइन पैराडाइम को पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू करना बहुत कठिन होता है इसलिए यह विभिन्न इंसानों और निश्चित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरतों पर निर्भर करता है कई बार तो हमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करते समय कई सारे विकल्पों के बीच में चुनाव करना होता है इसलिए किसी एक अकेले नियमित स्ट्रक्चर की बजाए हम कई सारे विभिन्न स्ट्रक्चर को जोड़ लेते हैं जिससे कि हाइब्रिड सिस्टम बनता है और इससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और यूज़ेबिलिटी में फर्क पड़ता है उदाहरण के लिए लाइनक्स एक मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि एक ही एड्रेस स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम के होने से परफॉर्मेंस बहुत सक्षम हो जाता है हालांकि लाइनक्स मॉड्यूलर भी है ताकि इसमें नई फंक्शनैलिटी डायनामिक तरीके से कर्नल में जोड़ी जा सके इस प्रकार से आपके पास आपके अपने रूटीन हो सकते हैं जोकि स्टैंडर्ड लाइनक्स कर्नल रूटीन के जगह पर उपयोग में लाए जा सकते हैं इस तरीके से आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं परंतु यह ध्यान रखिए की लाइनक्स मोनोलिथिक है क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अकेली वस्तु की तरह है और यह अकेले ऐड्रेस स्पेस में रखे जा सकते हैं इस तरह आप अलग अलग डिजाइन दृष्टिकोण को मिला सकते हैं अब अगर हम मैक OS X और iOS की बात करें तो हमारे पास एक कोर फ्रेम है और यहां पर कर्नल उनके ऊपर होता है उसके ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है उसके ऊपर यूजर एक्सपीरियंस और फिर सबसे ऊपर एप्लीकेशंस यह एप्लीकेशंस बाकी सारी लेयर से बात कर सकती हैं पर यह इंडिविजुअल लेयर अपने से निचली लेयर से वार्तालाप कर रही होंगी मैक OS X में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके बाद आता है डार्विन जिसका कर्नल वाला हिस्सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बना होता है यहां पर दर्शाया गया डार्विन लेयर वाला सिस्टम है जिसमें मूलतः मैक माइक्रोकरनल और बीएसडी यूनिक्स कर्नल होता है यहां पर हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म है यह मैक कर्नल है इसके ऊपर हमारे पास आईपीसी शेड्यूलिंग और मेमोरी को मैनेज करने वाली यूनिट हैं आपके पास सिस्टम के लिए मैक ट्रैप्स और बीएसडी हैं और कॉल के लिए लाइब्रेरी इंटरफ़ेस एप्लीकेशन है इसके अलावा मैक कर्नल में कुछ छोटे मॉडल हैं जैसे आईओ किट और केक्षट्स यह कुछ आईओ हैंडलिंग और आईओ प्रोसेसिंग के लिए हैं और यह एक काफी साधारण हाइब्रिड सिस्टम है अब हम एंड्रॉयड की बात करें जो कि हम जानते हैं काफी हद तक गूगल ने ओपन हैंडसेट अलायंस द्वारा विकसित कराया है जैसा हमने अभी आईओएस स्टैक में देखा यह भी वैसा ही ओपन सोर्स है यह एंड्रॉयड ओएस स्टैक भी लाइनक्स करनल पर बना हुआ है पर यह थोड़ा परिष्कृत है इसमें प्रोसेस मेमोरी और डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट है और साथ में पावर मैनेजमेंट भी मिलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एंड्राइड ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन पर चलता है और पावर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए हम अधिक ऊर्जा की खपत करना नहीं चाहते पावर मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जब भी कोई हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसे उस समय पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए लाइनक्स कर्नल को एंड्राइड में इस पावर मैनेजमेंट के लिए संशोधित किया गया है रनटाइम एनवायरमेंट में लाइब्रेरी की कोर सेट और डाल्विक वर्चुअल मशीन होती है एप्स को जावा और एंड्राइड एपीआई में विकसित किया जाता है जावा फाइल्स को जावा बाइट कोड से बनाया जाता है और इसके बाद इन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद डालविक वर्चुअल मशीन में रन कराया जाता है तो यह कुछ मानक एंड्राइड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है जो लाइब्रेरी हम वेब ब्राउज़र के फ्रेमवर्क के लिए उपयोग में लाते हैं वह वेबकिट डेटाबेस एसक्यू लाइट मल्टीमीडिया या स्मॉलर लिबसी कहलाती है वास्तव में यह मानक मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर के कुछ सरल संसकरण हैं उदाहरण के तौर पर जैसे कि लाइनक्स के यह ऑपरेटिंग सिस्टम को हल्का बनाते हैं ताकि इसे मोबाइल उपकरणों में डाला जा सके यह एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है सबसे निचले स्तर पर हम हमारे पास लाइनेक्स करनल है उसके ऊपर हमारे पास लाइब्रेरी के सेट हैं जैसे एसक्यू लाइट ओपन जीएल सरफेस मैनेजर ओन मीडिया SQ Lite open GL surface manager own media और आईटी फ्रेमवर्क जैसे वेबकिट और लिब सी वास्तव में यह कुछ ऐसे तंत्र हैं जिनके माध्यम से हम डेटाबेस ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया को संचालित करते हैं वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉयड रनटाइम के लिए आपके पास कोर लाइब्रेरी और डाल्विक वर्चुअल मशीन है आपके पास निचली लेयर पर कोई भी हार्डवेयर हो अंततः डाल्विक वर्चुअल मशीन ही उसे वर्चुअलाइज़ करेगी तो जो कोई भी एप्लीकेशन विकसित की जाए उसे यही लगेगा कि आधारभूत प्रोसेसर डाल्विक वर्चुअल मशीन ही है तो यह प्रोग्राम को उस मशीन में ट्रांसलेट करेगा और यह मशीन उसके आधारभूत हार्डवेयर से ही इंप्लीमेंट की जाएगी इस तरह से हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफार्म पर हो सकता है केवल यह वर्चुअल मशीन और वास्तविक मशीन के बीच के इंटरफेस को विकसित करना पड़ेगा और बाकी चीज जैसी है वैसी ही अपरिवर्तित रहेगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिबग करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है डिबगिंग गलतियों और बग्स को ढूंढने और उन्हें ठीक करने को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य तौर पर लॉग फाइल्स उत्पन्न करते हैं जिसमें गलतियों और विफलताओं का लेखा जोखा होता है एक एप्लीकेशन की विफलता कोर डम्प फाइल उत्पन्न करती है जिसमें प्रोसेस की मेमोरी जुड़ी हुई होती है कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो और अचानक कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाएं जैसे मैं कहूं कि मैं किसी वेरिएबल से भाग दे रहा हूं अगर k xy के बराबर है और किसी तरह y शून्य के बराबर हो जाता है तो डिवाइड बाय जीरो विसंगति होती है यह y 0 कैसे हो गया और 0 से भाग क्यों देना पड़ा इसे समझना बहुत मुश्किल है जब तक कि हमें वास्तविक ट्रेस ना मिले जो कि वास्तव में डंप फाइल में उपलब्ध होगा और इसी वजह से अक्सर इस कोर डम्प को उत्पन्न किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की विफलता क्रैश डंप फाइल उत्पन्न करती है जिसमें कर्नल मेमोरी भी होती है कई बार ऐसा होता है इस सिस्टम के सामने ऐसी चुनौतियां आती है जिससे वह मुकाबला नहीं कर पाता ऐसे में अगर सिस्टम क्रैश होता है तो क्रैश डंप फाइल उत्पन्न होती है जिससे कोई डिजाइनर या डीबगर यह जानने की कोशिश कर सकता है कि जब सिस्टम क्रैश हुआ तो क्या गड़बड़ी हुई थी इसके अलावा परफारमेंस ट्यूनिंग भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कई पैरामीटर होते हैं जिन्हें ट्यून किया जा सकता है जैसा कि हम बाद में देखेंगे इसमें से एक संभावित चीज है ब्लॉक साइज जैसे कि जब कभी भी कोई प्रोसेस या प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है इसे डाटा के ब्लॉक के रूप में भी देखा जा सकता है ब्लॉक का आकार क्या होता है साधारणतया ब्लॉक 4 किलो बाइट या 8 किलो बाइट के होते हैं यह सिस्टम की हार्ड डिस्क के आकार पर निर्भर करता है कि कौन सा ब्लॉक साइज़ सही रहेगा महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा ब्लॉक साइज अच्छा है दूसरा एक और पैरामीटर जो हमें ट्यून करने की आवश्यकता है वह है किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया टाइम क्वांटम अगर हमारे पास यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो हमें हर किसी को थोड़ा थोड़ा टाइम क्वांटम ही देना पड़ेगा अब यह थोड़ा वक्त कितना होना चाहिए हम इसी की चर्चा कर रहे हैं यह समय अंतराल भी ट्यून किया जा सकने वाला पैरामीटर है और इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन्हें ट्यून किया जा सकता है कभी कभार क्रियाकलापों की ट्रेस लिस्टिंग का रिकॉर्ड भी विश्लेषण के लिए रखा जाता है आप पिछले 1 दिन में क्या हुआ इसका ट्रेस रख सकते हैं और इसे देखकर आप ही जानने की कोशिश कर सकते हैं कि सिस्टम को और अच्छे से ट्यून कैसे किया जाए इंस्ट्रक्शन प्वाइंटर की सांख्यिकीय प्रवृत्ति जानने के लिए जो नियत कालीन सैंम्पलिंग की जाती है उसे प्रोफाइलिंग कहते हैं किस कोड को ज्यादा एग्जीक्यूट किया गया आईओ को कौन ज्यादा एक्सेस कर रहा है और क्या यह कंपटीशन कर रहा है इस तरह की प्रोफाइलिंग की जा सकती है इस प्रकार से डाटा लिया जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति इसका स्टैटिसटिकल एनालिसिस करके यह देख सकता है कि क्या हम प्रोसेस को कुछ और ट्यून कर सकते हैं कर्निघन का नियम Kernighan's law यह कहता है की डिबगिंग कोड लिखने से दुगना दुष्कर कार्य है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी और ने कोड विकसित किया है और अब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या परेशानी यह तब भी दुष्कर था जबकि उस व्यक्ति द्वारा किया जाता जिस ने कोड को विकसित किया है क्योंकि यह ढूँढना बहुत मुश्किल है की इस परिस्थिति का मूल कारण क्या है इसलिए यदि आप कोड को बड़ी चतुराई से लिखते हैं तो आप परिभाषा के अनुसार उस कोड को डिबग करने लायक स्मार्ट नहीं है यहां पर मुख्य बात यही है कि अगर कोड बड़ी चतुराई से लिखा गया है तो उस कोड में इतनी सारी चालबाजी होंगी कि उसे समझना बहुत मुश्किल होगा इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जब आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो इस तरह की चालाकियां से दूर रहें क्योंकि इनकी वजह से इस प्रोग्राम को डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब यह परफारमेंस ट्यूनिंग का एक उदाहरण है कि आप बोटलनेक हटाकर परफारमेंस बढ़ा रहे हैं हम यहां पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि बोटलनेक आखिर क्या है आप विंडोज सिस्टम में विंडोज टास्क मैनेजर से परिचित होंगे इसमें एक परफॉर्मेंस बटन होता है जिसे दबाने पर यह सीपीयू का कितना उपयोग हो रहा है पेज फॉल्ट रेट क्या है और पेज फाइल कितना प्रयोग हो रहा है यह बताता है इसके साथ ही यह आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताता है कि पिछले कुछ समय में क्या हुआ था अगर यह कहता है कि सीपीयू कम इस्तेमाल हो रहा है इसका अर्थ है की सिस्टम में थोड़ी सी प्रोसेस ही चल रही है उदाहरण के तौर पर अगर आप इस कम क्षमता का कारण जानना चाहें तो आप देखेंगे कि सीपीयू का कम उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम में प्रोसेस ही बहुत कम है इस प्रकार एक औएस सिस्टम बिहेवियर को कंप्यूट करने और प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी देता है जो कि काफी महत्वपूर्ण है इस कसौटी पर विंडोज टास्क मैनेजर एक काफी अच्छा प्रोग्राम है जो यह सब कार्य करता है अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अलग अलग जेनरेशंस पर ध्यान देना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक खास तरह की मशीन पर चलने के लिए बनाए जाते हैं और सिस्टम को किसी विशिष्ट कंप्यूटर साइट पर चलने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है एक प्रोग्राम जिसका नाम है एनसिसजेन हार्डवेयर सिस्टम की विशिष्ट कंफीग्रेशन की जानकारियां जुटाता है इसका प्रयोग किसी एक विशिष्ट सिस्टम के लिए कर्नल कंपाइल करने के लिए या फिर किसी विशिष्ट सिस्टम के लिए ट्यून करने के लिए हुए कर्नल को बनाने के लिए किया जाता है इसीलिए यह एक साधारण कर्नल से ज्यादा कुशलता से कोड बना सकता है अब हम सिस्टम की बूटिंग पर ध्यान देंगे जोकि काफी महत्वपूर्ण है एक सिस्टम तब बूट होता है जब आप पावर बटन या रिसेट बटन दबाते हैं जब हम सिस्टम को ऊर्जा देना शुरू करते हैं तो सिस्टम एग्जीक्यूशन एक सुनिश्चित मेमोरी लोकेशन से शुरू होता है और यह सब प्रोसेसर द्वारा निर्धारित किया जाता है अगर हम प्रोसेसर को रिसेट करते हैं तो आप देखेंगे की प्रोग्राम काउंटर वैल्यू एक सुनिश्चित वैल्यू से भरी जाती है और एग्जीक्यूशन भी उसी जगह से चालू होता है इसलिए मुझे उस मेमोरी लोकेशन में कुछ सार्थक कोड डालने चाहिए उदाहरण के लिए ज्यादातर प्रोसेसर में हम यह पाएंगे कि जब हम रिसेट बटन दबाते हैं तो यह एक रिसेट पल्स प्रोसेसर को देता है जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को शून्य बना देता है इसलिए प्रोसेसर उम्मीद करता है कि अगला इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन 0 से आएगा इसीलिए हमें इस मेमोरी लोकेशन 0 में सार्थक कोड डालने चाहिए जिससे कि सिस्टम ठीक से बूट हो सके हार्ड वेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए ताकि हार्डवेयर इसे चालू कर सकें इस लोकेशन जीरो में मेरे पास ऐसे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए किया तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू कर सके या फिर ऐसा कोई सिंबल कोड हो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लोड करें और उसके बाद कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर कर दे एक छोटा सा कोड है जिसे बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था इस मेमोरी लोकेशन 0 पर अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू शुरुआत में 0 हो गई है मेमोरी के इस अंत में हम कोई ऐसा कोड डालेंगे जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वह डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कॉपी करें और इसे सिस्टम पर डाल दे इस तरह से यह इसे डिस्क से लेगा और सिस्टम में कॉपी कर देगा इस रूटीन के अंत में यह इसे ट्रांसफर करेगा और प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को इसके बराबर बना देगा ताकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस जगह से शुरू हो सके इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यह बूटस्ट्रैप लोडर होना जरूरी है यह बूटस्ट्रैप लोडर सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में इस हिस्से को लोड कर रहा है इसलिए इसका सिस्टम बूट होते समय उपस्थित होना बहुत जरूरी है इसे साधारण तौर पर किसी रॉम या ईप्रोम में रखा जाता है जो कि इसका करनल पार्ट है कभी कभी यह 2 स्टेप की प्रोसेस होती है जब एक बूट ब्लॉक किसी सुनिश्चित जगह पर रॉम कोड से लोड किया जाता है और जो कि बूटस्ट्रैप लोडर को डिस्क से लोड करता है इस तरह से यह बूटस्ट्रैप लोडर को काफी सरल बना देता है हमारे पास जहां एक छोटा सा कोड है जो एक विशिष्ट बूट ब्लॉक से डिस्क को पढ़ना शुरू कर देता है कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सीडी से फॉर्मेट करते हुए ऐसा देखा होगा कि आप उस सीडी को बूट डिस्क बनाना चाहते हैं या नहीं अगर नहीं तो आप सिस्टम के एक विशिष्ट जगह पर बूट डिस्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं उस डिस्क पर कुछ बूटिंग के लिए जानकारी लिखी जाएगी और फिर उससे सिस्टम को बूट किया जा सकेगा हमारे पास यह बूटस्ट्रैप लोडर है और यह उस विशिष्ट हिस्से को एक्सेस करेगा और वहां से उसे मेन मेमोरी पर लोड करेगा ग्रब ऐसा ही एक साधारण बूटस्ट्रैप लोडर है जो ढेर सारी डिस्क वर्जन या कर्नल ऑप्शन से कर्नल को चुनने का अवसर प्रदान करता है यह एक सॉफ्टवेयर लोड करने वाला सॉफ्टवेयर बूटस्ट्रैप लोडर है और इसमें कई सारे विकल्प होते हैं संभवतया ऐसा तब हो सकता है जब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हों जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है उसका कर्नल लोड होगा और फिर सिस्टम लोड होकर रन करेगा निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि OS सबसे निचले लेवल पर सर्विस देता है हमारे पास सिस्टम कॉल हैं और एक बार सिस्टम सर्विस परिभाषित हो गई तो OS का स्ट्रक्चर भी विकसित किया जा सकता है क्योंकि OS काफी बड़ा होता है इसलिए मॉड्यूलैरिटी बहुत आवश्यक है हमने सबसे निचले लेवल पर क्या देखा है हमारे पास सबसे निचले लेवल पर हार्डवेयर है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की अलग अलग परते हैं और उसके ऊपर हमारे पास यह परतदार अप्रोच हैं और इस प्रकार से हम इसे परतदार और मॉड्यूलर दोनों बनाते हैं यह हमें OS को डिजाइन करने में बहुत आसानी प्रदान करता है क्योंकि उच्च से उच्चतर स्तर पर हम इस रूटीन का उपयोग मॉड्यूलर तरीके से कर सकते हैं जो कि हमारे पास अगले नीचे वाले स्तर पर है सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर पर कर्नल को सुरक्षा की दृष्टि से इंप्लीमेंट किया जाता है यह तब किया जाता है जब हम ऐसा सबसे निचले स्तर पर ओऐस OS डिजाइन पर कर रहे होते हैं इस तरह हमारे पास एक तरह की सुरक्षा रहती है जिससे हम कर्नल मोड के इस ऑपरेशन का ध्यान रख सकें यहां से हम ओऐस डिजाइन पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अच्छी जानकारी लेकर जाएंगे ताकि हम आगे आने वाली कक्षाओं में ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से डिजाइन कर सके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग मॉडल देखेंगे और यह जानेंगे कि इसमें क्या समस्याएं आती हैं और इनका निराकरण सिस्टम में कैसे किया जाता है धन्यवाद